सभी को नमस्कार पहले की कक्षाओं में हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी देखी थी जिसे रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है तो उपयोगकर्ता उस मेमोरी ब्लॉक से इन्फ़ोर्मेशन राइट और साथ ही रीड कर सकता है आज की कक्षा में हम रीड ओनली मेमोरी देखेंगे इसलिए उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से रीडिंग को कई बार किया जाएगा लेकिन राइटिंग डेवलपर द्वारा किया जाना है कुछ मेकेनिस्म द्वारा या यह राइटिंग फ़ैक्टरी में किया जाएगा ठीक है और ये ऐसी अवधारणाएँ हैं जिन्हें हम कवर करेंगे हम डिकोडर OR सर्किट के बीच समानता जो प्रतिमान हमने पहले इस्तेमाल किया था और रीड ओनली मेमोरी देखेंगे फिर हम डायोड या ट्रांजिस्टर स्विच का उपयोग करके रीड ओनली मेमोरी का उपयोग करते हुए देखेंगे और फिर जैसा कि मैंने कहा कि इसके बीच समानता है डिकोडर OR सर्किट के साथ समानता और अनिवार्य रूप से यह एक संयोजन सर्किट है - यह रोम तो हम बहुत आसानी से ROM का उपयोग करके कई संयोजन सर्किट डिजाइन कर सकते हैं तो स्क्वायरर सर्किट के लिए उदाहरण दिए जाएंगे लेकिन समान डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी के साथ कई अन्य सर्किट डेवलप किए जा सकते हैं और अंत में हम प्रोग्रामेबल रोम पर चर्चा करेंगे यह डिफरेंट वेराइटी हैं तो रीड ओनली मेमोरी इस में बाइनरी जानकारी कुछ इंटरकनेक्शन पैटर्न में संग्रहीत होती है तो वह इंटरकनेक्शन पैटर्न क्या है जिसे हम शीघ्र ही देखेंगे और यह पैटर्न रैम के विपरीत नॉन वोलेटाइल है जिस तरह की चीजें हमने पहले चर्चा की थीं इसलिए जब पावर बंद हो जाता है तो एक बार डेवलपर या प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्रामेबल ROM या स्टैंडर्ड ROM में फेक्टरी में लिखने के बाद यह बना रहेगा यह रीडिंग के लिए उपलब्ध रहेगा क्योंकि पैटर्न मेमोरी ब्लॉक में स्थाई है और इसलिए एक ROM का बेसिक ब्लॉक डाइग्राम कुछ इस तरह होगा तो m एड्रैस इनपुट है ठीक है तो यह 2 की पावर m लोकेशन मेमोरी लोकेशन को जनरेट करेगा और प्रत्येक लोकेशन पर यदि n बिट इन्फोर्मेशन स्टोर की जाती है तो एड्रैस बिट्स के एक विशेष सेट को इनवोक करके n डेटा आउटपुट जनरेट किया जा सकता है और अन्य कंट्रोल इनपुट हो सकते है जैसे आप जानते हैं कि इनेबल वगैरह ठीक है लेकिन यह बेसिक ब्लॉक डाइग्राम है लेकिन कोई राइट विकल्प नहीं है जिसे आप यहां देख सकें इसलिए यह ज्यादातर है यह रीड का विकल्प है क्योंकि राइट हो गया है राइटिंग एक विशेष तरीके से की जाती है बेशक कोई व्यक्ति राइटिंग कर रहा है अन्यथा हम इसे कैसे रीड कर सकते हैं लेकिन यह अलग से किया जाता है तो आइए हम डिकोडर OR के साथ समानता देखते हैं आप प्रतिमान सर्किट को जानते हैं इसलिए हम एक 3 बिट एड्रेस A2 से A0 और 3 बिट डेटा मानते हैं इसलिए यह उदाहरण यह सर्किट जिसे हम यहां देखते हैं मैंने इसे अपने पहले चर्चा से डिकोडर सर्किट के साथ कॉम्बीनेटरियल सर्किट चर्चा से लिया है शायद सप्ताह 4 या एसा ही तो आप यह सर्किट वहाँ पर देख सकते हैं ठीक है लेकिन सिर्फ तुलना करने के लिए और देखें कि यह कैसे समान है हमने इसे इस विशेष चर्चा में फिर से लिया है ठीक है तो इस 3 बिट का मतलब 8 एड्रैस लोकेशन है तो यह डिकोडर आउटपुट है जिसे आप डिकोडर आउटपुट 000 001 010 देख सकते हैं इसलिए जैसा कि हम देखते हैं एक 3 से 8 डिकोडर होगा जैसा कि हमने मेमोरी ब्लॉक में देखा है इसके बाद जो जानकारी आप संग्रहीत करना चाहते हैं उदाहरण के लिए इस फ़ंक्शन F1 F2 F3 के बारे में भूल जाएं तो आप विचार कर सकते हैं कि यह D2 है यह D1 है और D0 है और इनमें से प्रत्येक लोकेशन पर आप कुछ इन्फोर्मेशन कुछ बाइनरी इन्फोर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ एक उदाहरण है कि आप 110 स्टोर कर रहे हैं यहाँ 001 फिर से 001 001 100 010 100 001 आप कुछ अन्य मान भी ले सकते हैं इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं यदि आप एसा करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए यह वही है जो आप अपनी मेमोरी से आपके लिए देख रहे हैं और यदि आप इस विशेष सर्किट को देखते हैं जो इसे जनरेट कर रहा है तो आप जानते हैं कि यह डिकोडर आउटपुट है A प्राइम B प्राइम C प्राइम से ABC तक सभी 8 आप इन लाइनो को जानते हैं और यह OR आउटपुट है जो विशिष्ट मानों को ले रहा है और यह विशिष्ट मान इस विशेष तालिका में हैं यदि आप इसे एक ट्रुथ टेबल के रूप में रखते हैं तो D2 आपका F1 बन जाता है D1 आपका F2 बन जाता है और D0 आपका F3 बन जाता है यह तरीका हमारे पास है आप जानते हैं कि नाम दिया गया है हम इसे एक अलग तरीके से दे सकते हैं इसके अलावा ऑर्डर वगैरह बदलें तो फिर D2 यह है तो 1 यहाँ खत्म हो गया है 1 यहाँ खत्म हो गया है और 1 यहाँ खत्म हो गया है तो आप इसे इन मीन टर्म्स के योग 0 4 6 0 4 6 के रूप में लिख सकते हैं 𝐹𝐹1𝐴𝐴 𝐵𝐵 𝐶𝐶 ∑𝑚𝑚046 𝐹𝐹2𝐴𝐴 𝐵𝐵 𝐶𝐶 ∑𝑚𝑚05 𝐹𝐹3𝐴𝐴 𝐵𝐵 𝐶𝐶 𝑚𝑚1237 D1 के लिए जो आपके F2 से मेल खाता है इसलिए 1 यहां 0 और 5 है तो यह दो मीन टर्म्स हैं जिन्हें हम OR गेट का उपयोग करके जोड़ सकते हैं और F3 1 2 3 और यह 7 है तो यही वह है जो हम देख सकते हैं और उसके बाद क्या होता है यदि आप केवल 000 को लागू करने के लिए कह रहे हैं तो 000 यहाँ है तो फिर यह लाइन हाइ होगी और बाकी लाइन 0 होंगी वे सभी 0 होंगी तो यह लाइन हाइ का मतलब है यह OR गेट है तो यह एक इनपुट 100 है इसलिए यह आउटपुट 1 होगा यह 1 होगा और यह 0 है क्योंकि ये सभी 0 हैं - डिकोडर की वजह से तो यह आउटपुट 1 होगा और यहाँ ये सभी इनपुट 0 हैं क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं तो OR गेट के सभी इनपुट 0 से 0 तक होंगे तो ये आउटपुट 0 होंगे इसलिए यदि आप 000 देते है तो इसके आउटपुट पर 110 D2 D1 और D0 के रूप में हम पढ़ेंगे ठीक हैं इसी तरह हर दूसरे स्थान के लिए आप देख सकते हैं कि यह हो रहा है तो अगर यह 001 है तो क्या होगा तो A प्राइम B प्राइम C ये विशेष रूप से होगा - आउटपुट 1 होगा और बाकी सभी 0 ये सभी 0 हैं तो इस OR गेट के इन इनपुट्स का क्या होगा तो यह 000 है क्योंकि यह डिकोडर आउटपुट इसके लिए 0 हैं इसी तरह यह 0 है यह 0 है यहाँ यह विशेष 1 है और बाकी सभी 0 ठीक हैं तो यह है आउटपुट 001 होगा क्या यह ठीक है क्या यह समझे आप इसलिए आप लोकेशन एड्रैस बिट्स को प्लेस करते हैं और आउटपुट पर जिस तरह से हमने इसे कॉन्फ़िगर किया है D1 D2 D1 और D0 वह इस व्यवस्था से मिलेगा क्या यह ठीक है तो ROM अनिवार्य रूप से एक संयोजन सर्किट है जिसे हमने नोट किया है अब हम आगे बढ़ते हैं हम एक और ऐसी चीज को देखते हैं जिसे आप जानते हैं यह एक 8 क्रॉस 4 ROM है जहां हम रुचि रखते हैं तो A2 से A0 एड्रेस बिट्स हैं तो यह मेमोरी में सभी 8 संभावित स्थानों को जेनरेट कर रहा है तो यह यहाँ पर डिकोडर ब्लॉक है तो पहला A बार B बार C बार है फिर A बार B बार C है पहला एक A बार B बार C बार है दूसरा A बार B बार C है और यह तरीका है जो कि हमने पहले देखा है ठीक है अब इन लोकेशन में से प्रत्येक में यह D3 से D0 है इसलिए यह D3 D2 D1 और D0 है फिर से इस Y3 वगैरह के बारे में भूल जाओ जिसे हम बाद में देखेंगे और वह कौन सी इन्फोर्मेशन है जिसे हम स्टोर करना चाहते हैं तो आप कुछ ले सकते हैं जैसा कि मैंने कहा यह डेवलपर या फ़ैक्टरी द्वारा फ़िक्स्ड किया गया है आप इसे बार बार नहीं बदल रहे हैं तो आप जो फ़िक्स करना चाहते हैं उसे आपको पहले से बताना होगा तो यह आईसी निर्माता को बताया जाना चाहिए जो सर्किट का एक विशिष्ट मास्क एक फोटोग्राफिक टेम्पलेट तैयार करेगा और जिसका उपयोग रोम के उत्पादन में किया जाएगा तो मान लीजिए कि आपने कहा है कि मैं प्रथम लोकेशन में चाहता हूं 0111 0111 दूसरी लोकेशन 1000 तीसरी लोकेशन 1011 ये स्टोर करने की आवश्यकता है और बाकी मामलों में एसे ही है तो यह वही है जो वहाँ पर है अब इसे प्राप्त करने का एक तरीका जो कि डिकोडर OR के बराबर है उस भाग पर मैं बाद में चर्चा करूंगा डायोड स्विच का उपयोग करके डायोड स्विच का उपयोग करके ठीक है यह क्या करता है तो हम देख सकते हैं कि यह डिकोडर आउटपुट है और ये 4 लाइन हैं जो कि वे D3 D2 D1 और D0 दर्शाती हैं और जहां भी 1 मौजूद है आप एक डायोड कनेक्ट करते हैं एक डायोड कनेक्ट करते हैं एक डायोड कनेक्ट करते हैं और जहां भी 0 है उस क्रॉस प्वाइंट पर कोई डायोड कनेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ एक वायर है एक और वायर अभी खत्म हो रहा है उनके बीच कोई कनैक्शन नहीं है इसलिए इन दोनों के बीच कोई कनैक्शन नहीं है तो यहाँ पर यह कॉलम इस वर्टिकल लाइन को A प्राइम B प्राइम C प्राइम से कोई इनपुट नहीं मिल रहा है इसलिए वे एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हैं यहां यह जुड़ा हुआ है Y2 Y1 Y0 जुड़े हुए हैं क्या यह ठीक है तो जब 000 रखा गया है तो क्या होगा 000 को यहाँ पर रखा गया है केवल यह एक हाइ होगा और बाकी सभी डिकोडर एक्शन के कारण 0 हैं और उस समय तो यह है यहाँ पर कोई कनैक्शन नहीं है इसलिए इस लाइन के इनपुट पर केवल 0 मौजूद है मेरा मतलब है कोई कनेक्ट नहीं कोई करेंट इस के माध्यम से नहीं बह रहा है कोई IR ड्रॉप नहीं होगा Y3 0 होगा और यहां एक हाइ वोल्टेज है 1 मौजूद है तो इस डायोड के कुछ 07 वोल्टेज ड्रॉप या एसा ही और फिर कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा है जिसे लॉजिक हाइ माना जाएगा तो इस Y2 को हाइ माना जाएगा Y1 को हाइ माना जाएगा Y0 को हाइ माना जाएगा ठीक है तो आपके D3 में 0 और D2 D1 D0 111 होगा क्या यह ठीक है इस प्रकार इन मामलों में से प्रत्येक के लिए जारी रहता है जहाँ भी मेमोरी में 1 मौजूद है उदाहरण के लिए 1 ट्रिपल 0 तो यहाँ क्रॉस बिंदु में डायोड यहाँ है और बाकी मामले मे कोई डायोड नहीं है तो यह वह तरीका है जब आप मास्किंग प्रक्रिया द्वारा एक पैटर्न जनरेट करेंगे और इस रोम के साथ आते हैं यह वह स्टोरेज है जिसे हम मेमोरी ब्लॉक में देखते हैं यह 8 क्रॉस 4 रोम ब्लॉक है ठीक है अब जैसा कि हमने नोट किया है यह मेमोरी भी एक संयोजित सर्किट है तो अब अगर हम Y3 एक फ़ंक्शन के रूप में D3 का प्रतिनिधित्व करते हैं तो एक बूलियन फ़ंक्शन उत्पन्न हो रहा है और D2 को Y2 D1 को Y1 के रूप में और D0 को Y0 के रूप में लिया गया है तो यह Y3 क्या है यदि आप इसे पूरी तरह से देखते हैं तो पहले हम प्रत्येक इंडिविजुअल लोकेशन को देख रहे हैं अब यदि आप इस विशेष Y3 के लिए लगाए गए सभी कॉलमों को देखते हैं तो जिस तरह से हमने अपने पहले के डिकोडर OR व्यवस्था में देखा था लेकिन विशेष रूप से एक OR गेट लगाया गया है यहां हम कोई OR गेट नहीं लगा रहे हैं बस रसिस्टेंस है लेकिन यह एक समान प्रतिनिधित्व दे रहा है और यही है आप पाएंगे कि यह 1 2 3 5 7 है इसलिए ये मीन टर्म्स हैं जिन्हें योग किया जा रहा है तो Y3 भी D3 के स्थान पर एक बूलियन फ़ंक्शन जनरेटर है जो इस फ़ंक्शन को जनरेट कर रहा है इसी तरह Y2 इसे जनरेट कर रहा है यदि आप 0 3 4 और 7 को देखते हैं Y1 0 2 4 6 7 और Y0 0 2 5 6 है क्या यह ठीक है लेकिन यहां OR गेट को ऐसे स्पेश्यली नहीं लिया गया हैं केवल डायोड और रसिस्टेंस ही है लेकिन यह आपके डिकोडर OR इक्वीवेलेंट रिलेशनशिप के जैसा ही है ठीक है 𝑌𝑌3 ∑12357 𝑌𝑌2 ∑0347 𝑌𝑌1 ∑02467 𝑌𝑌0 ∑0256 इसलिए हम विभिन्न महत्वपूर्ण संयोजन सर्किट ब्लॉक को जनरेट करने में इसका उपयोग कर सकते हैं तो यहाँ ROM का उपयोग करते हुए एक स्क्वायरर सर्किट का एक उदाहरण है क्योंकि अनिवार्य रूप से यह एक डिकोडर OR आर्किटेक्चर है भले ही आप डायोड या रसिस्टेंस और सभी का क्रॉस पॉइंट पर उपयोग करते हैं और फिर आउटपुट को रसिस्टेंस के अक्रॉस लिया जाता है तो यहाँ इस उदाहरण में इसलिए यह एक 3 बिट स्क्वायरर इनपुट है जिसके लिए एक स्क्वेयरिंग किया जाना है और 3 बिट है तो ये विभिन्न संभावित मान हैं तो 0 से 7 ये डेसिमल इक्वीवेलेंट हैं और संबंधित आउटपुट 0 है 1 1 है 2 4 है 3 9 है 4 16 है 5 25 है 6 36 है और 7 49 है और आप उन्हें बाइनरी मे राइट कर सकते हैं तो 0 सभी 0 है 1 पांच 0 और फिर 1 है 4 000100 है 9 यह 1001 है 16 1 और सभी 0 है यहाँ 25 का मतलब है 16 8 24 और वहाँ 1 है 36 तो 32 और 4 ये दोनो आप देख सकते हैं और 49 32 16 और यह 1 है ठीक है तो यह एक प्रकार का लुक अप टेबल हो जाता है कि यदि यह इनपुट है तो संबन्धित आउटपुट इसी तरह होना चाहिए ठीक है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं और एक ROM का उपयोग करके रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि मुझे 8 क्रॉस 6 की आवश्यकता है क्योंकि 8 इनपुट और 6 आउटपुट हैं 8 क्रॉस 6 रोम ठीक हैं लेकिन यदि आप इसे देखते हैं इसे करीब से देखें तो शायद आप देख सकते हैं कि आप कम आकार के ROM के साथ भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि D1 हमेशा 0 है ठीक है D1 हमेशा 0 होता है आप इसे स्थायी रूप से यहां से ग्राउंड पर जोड़ सकते हैं और D0 आप देख सकते हैं जब भी A0 0 है तो D0 0 है A0 1 है तो D0 1 है बस फॉलो कर रहा है तो D0 A0 से जुड़ा है और बाकी मामलों के लिए आप देख सकते हैं कि D2 - मिन टर्म है यह 2 और 6 है ठीक है यह दोनों एक SOP रियलाइजेशन में एक साथ रखे है कि डिकोडर OR मिन टर्म्स OR द्वारा जोड़े जाने वाले है D3 के लिए हम देख सकते हैं कि यह D3 3 और 5 है D4 के लिए 4 5 और 7 और D5 के लिए 6 और 7 तो केवल इन चार की आवश्यकता है तो हमारे पास 8 क्रॉस 6 के बजाय एक 8 क्रॉस 4 रोम हो सकता है क्योंकि ये दोनों पहले से ही आप जानते हैं सरल तरीके से रियलाइज किए हुए है D0 A0 D1 0 D2 ∑ m26 D3 ∑ m35 D4 ∑ m457 D5 ∑ m67 तो हम इसे इस तरीके से जोड़ सकते हैं और इस 8 क्रॉस 4 के भीतर यह वह तरीका है जिसके लिए आपको पता होना चाहिए पैटर्न समाहित करने की आवश्यकता है फिर यह विशेष ब्लॉक 3 बिट इनपुट के लिए एक स्क्वायरर सर्किट होगा क्या यह नहीं है तो इसी तरह आप एक अधिक जटिल सर्किट के लिए विस्तार कर सकते हैं उदाहरण के लिए BCD नंबर का स्क्वायरिंग तो एक BCD नंबर का स्क्वायरिंग तो BCD इनपुट 0 से 9 है और आउटपुट BCD नंबर का स्क्वायरिंग इस मामले में 0 से 81 तक हो सकता है 9 81 है 8 64 है 7 49 है ठीक है तो इस तरीके से संख्या वहां होगी और यहां जो कहा गया है वह यह है कि आउटपुट को BCD फॉर्मेट में पिछले के विपरीत दिखाया जाएगा पिछले मे यह एक बाइनरी फॉर्मेट मे था तो यह वह आवश्यकता है जो संभव भी है हम देखेंगे तो यह BCD स्क्वेयरर है तो अगर आप इसे देखते हैं कि संख्या 81 तक है यह 2 डिजिट की संख्या है तो 1 डिजिट दिया जाएगा एक विशेष IC7447 के माध्यम से एक डिस्प्ले के लिए दिया जाता है और दूसरा डिजिट लोअर सिग्निफिकेंट है जिसे आप जानते हैं एक यह बाइनरी कोडेड डेसिमल है ठीक है तो यह 7447 को दिया जाएगा और संबन्धित डेसिमल नंबर दिया जाएगा क्या यह ठीक है इस प्रकार यह कुल मिलाकर यह बात है और फिर हम एक विशेष पैटर्न को ROM में शामिल करते हुए देखेंगे इसलिए इस उदाहरण में हम देखते हैं कि क्रॉस प्वाइंट पर कनेक्शन ट्रांजिस्टर एक BJT के माध्यम से बनाया गया है डायोड के बजाय यह भी संभव है इसे MOSFET के माध्यम से भी किया जा सकता है ठीक है तो जहाँ भी यह इस तरह से जुड़ा है आप समझ सकते हैं कि आप इसे जानते हैं कि आप क्या देख सकते हैं यदि इस विशेष मामले में यह 5 वोल्ट है ठीक है तो अगर यह ON है कृपया इस अंतर को समझें जो हमने पहले देखा था और इस एक के बीच इसलिए यदि यह ON है यह हाइ है तो यह ट्रांजिस्टर OFF हो जाएगा तो यह सेचुरेशन में रखा जाएगा बहुत कम वोल्टेज 01 या 02 वोल्ट तो यहाँ यह वोल्टेज लो होगा इसलिए आप यहां जो भी पढ़ रहे हैं वह लो होगा क्या यह ठीक है स्पष्ट तो इस ट्रांजिस्टर के इनपुट पर वोल्टेज आउटपुट क्रॉस प्वाइंट पर लो होता है और अगर क्रॉस प्वाइंट पर ऐसी कोई चीज नहीं है तो ये आउटपुट आप यहाँ देख सकते हैं ये आउटपुट यहाँ पर हैं इस क्रॉस प्वाइंट में कोई कनेक्शन नहीं है तो यह 5 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा और लोड इम्पीडेंस के आधार पर या और कुछ वोल्टेज जिसे आप जानते हैं कि कुछ करंट लिया हुआ है कुछ करंट इन विशेष रसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा जिसके लिए यह पर्याप्त रूप से छोटा होगा जिसके लिए आउटपुट लॉजिक हाइ के रूप मे माना जाएगा इसलिए जब यह विशेष रो एक्सेस की जाती है तो ट्रांजिस्टर की उपस्थिति आपको लो मान देगी तो डिकोडर आउटपुट हाइ हो जाता है और ट्रांजिस्टर की अनुपस्थिति इसे हाइ बना देगा ट्रांजिस्टर की उपस्थिति लो है ट्रांजिस्टर की अनुपस्थिति हाइ है यह ठीक है क्या यह हिस्सा समझे आप यह सर्किट कैसे काम कर रहा है करेंट फ्लो और वोल्टेज लेवल यहाँ आउटपुट पर कैसे आ रहा है ये आउटपुट है ठीक हैं अब यदि आप समझ गए हैं कि पहला BCD इनपुट यह 0000 है तो यह एक 4 लाइन BCD से 10 लाइन डेसिमल डिकोडर होगा तो यह एक एक्टिवेटेड 0000 होगा तो इस विशेष 0000 के लिए यह एक्टिवेटेड Y0 है तो उस समय हम आउटपुट में क्या चाहते हैं 00 दोनों को 0 यहाँ 0 यहाँ और 0 यहाँ होना चाहिए तो यह 4 बिट 0000 होना चाहिए यह 4 बिट 0000 होना चाहिए इसलिए तदनुसार सभी ट्रांजिस्टरों को उपस्थित होने की आवश्यकता है क्योंकि ट्रांजिस्टर की अनुपस्थिति एक लॉजिक हाइ बनाएगी एक मान यहां मौजूद है तो अगला 1 है इसलिए यह यहाँ पर 0000 होना चाहिए और यहाँ पर 0001 होना चाहिए तो 0000 और यहाँ 0001 होना चाहिए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर अनुपस्थित है इसलिए जब इस लाइन को इनवोक किया जाता है तो 0001 उपस्थित है यह डीकोड हो जाता है इसलिए ये सभी विशेष स्थान ये ट्रांजिस्टर इसके ठीक ऊपर होंगे तो यह आउटपुट 02 वोल्ट 01 वोल्ट के रूप में लो होगा जो भी सेचुरेशन वोल्टेज है यहां कोई नहीं है तो 5 वोल्ट जो कुछ भी आप जानते हैं लोड करंट की वजह से यहाँ पर कुछ ड्रॉप होगा यह लॉजिक हाइ होगा तो इसी तरह 4 9 हम लेते हैं एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं इस लाइन में 25 5 रख दिया गया है तो यह होना चाहिए क्योंकि यह 7 सेगमेंट डिस्प्ले के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है तो 0010 यहाँ आना चाहिए 0010 और यहाँ 0101 आना चाहिए तो आप क्या देख सकते हैं वह 0010 इसलिए इस पॉइंट 101 पर हमारे पास ट्रांजिस्टर नहीं है इसलिए इस पॉइंट और इस पॉइंट पर हमारे पास ट्रांजिस्टर नहीं है क्या यह ठीक है और फिर यह जुड़ा हुआ है यह रेखा इस 7447 पर जाती है और इसके माध्यम से 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर तक जाती है ठीक है तो इस तरह से कई अलग अलग प्रकार के लुक अप टेबल अलग अलग प्रकार के पैटर्न जनरेट किए जा सकता है और संबन्धित सर्किट को प्राप्त किया जा सकता है इसलिए अभी तक हमने जिस पर चर्चा की है वह ROM है जो पैटर्न इंग्रैंड है पैटर्न को फैक्ट्री में ही तैयार किया जाता है लेकिन अगर कोई डेवलपर अपना खुद का पैटर्न रखना चाहता है और वह उसे फैक्ट्री में नहीं भेज सकता है तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्रामेबल रोम है ठीक है तो इसमें क्रॉस बिंदु पर जो कनेक्शन आप कह रहे हैं कि डायोड है इसलिए उसके बाद एक फ्यूज होगा इसलिए जहां भी आप चाहते हैं कि कनेक्शन वहां न हो तो आप एक हाइ करेंट भेजते हैं जिससे फ्यूज जल जाता है और कनेक्शन खो जाता है तो शुरू करने के लिए सभी फ़्यूज़ मौजूद हैं जैसे कि यह मूल चीज़ है सभी फ़्यूज़ OR प्लेन में मौजूद हैं और यह डिकोडर है यह फ़िक्स्ड AND अर्रे है जिसे आप जानते हैं एक डिकोडर के रूप में कार्य कर रहा है ठीक है और फिर जब भी आप चाहते हैं कि आप जानते हैं कि आप अपने अनुसार कुछ फ़्यूज़ बर्न कर सकते हैं तो यह बर्निंग की प्रक्रिया है तो यह डिस्ट्रक्टिव रूप से हाइ है डिस्ट्रक्टिव रूप से हाइ करेंट को डायोड के माध्यम से भेजा जाता है इसलिए उदाहरण के लिए पहले स्थान पर आप 1001 स्टोर करना चाहते हैं इसलिए जब यह 000 है तो आप उस संबंधित स्थान पर 1001 स्टोर करना चाहते हैं तो इस डिकोडर आउटपुट को एक्सेस किया जाएगा तो उस समय इस पॉइंट और इस पॉइंट पर यदि आप स्टोर करना चाहते हैं तो ये दो क्रॉस पॉइंट के फ़्यूज़ जलाए जाएंगे और इसी तरह अन्य पॉइंट जो आप स्टोर करना चाहते हैं उसके आधार पर संबन्धित पॉइंट जलाए जाते हैं और फिर यहां हमें रसिस्टेंस मिला है और ग्राउंड से जुड़ा हुआ है जो प्रभावी रूप से आपको OR गेट रीयलाइजेशन देता है अब PROM में एक बार जब आप पैटर्न को जोड़ लेते हैं तो आप उसे हटा नहीं सकते तो फिर इरेसेबल PROM आता है एक और एडवांसमेंट जहाँ डेटा EPROM प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है - ठीक है और इसलिए यहां डेटा राइटिंग एक फ्लोटिंग गेट नामक चीज के माध्यम से की जाती है तो MOSFET आधारित रियलाइजेशन मेमोरी सेल रियलाइजेशन इसमें यह है यह सामान्य स्टेंडर्ड MOS गेट है MOSFET गेट की तरफ लेकिन यहां एक अतिरिक्त गेट है जिसे फ्लोटिंग गेट कहा जाता है जिसे यहाँ रखा गया है ठीक है और एक विशेष फिनोमीना द्वारा जब उपयुक्त भौतिकी काम करती है हम उस के विवरण पर नहीं जा रहे हैं टनलिंग आदि विशिष्ट फिनोमीना जो वहां पर होती हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के दृष्टिकोण से हम जो समझते हैं वह यह है कि इस विशेष फ्लोटिंग गेट इलेक्ट्रिकल चार्ज में जब इसे स्टोर किया जाता है तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ता है और जब यह संग्रहीत नहीं होता है तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज सामान्य थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जिसे आप गेट के काम के लिए देखते हैं ठीक है तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जब यह सामान्य से अधिक होता है तो आमतौर पर इसे लॉजिक 0 माना जाता है और अन्यथा इसे लॉजिक 1 माना जाता है तो यह वही है जो इरेसेबल PROM में उपयोग किया जाता है तो यह फ्लोटिंग होता है जो भी चार्ज स्टोर हो रहा है या स्टोर नहीं है उस स्थिति को बदल दिया जाता है जब इरेसिंग प्रोसैस हो जाती है ठीक है और सामान्य EPROM में यह पराबैंगनी किरण के माध्यम से किया जाता है आप जानते हैं कि इस विशेष IC पर प्रकाश एक क्वार्ट्ज विंडो के माध्यम से दिया जाता है जहां सभी स्टोर चार्ज रिलीज़ हो जाते हैं यह सभी समान हो जाता है और फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग के दौरान आप विशेष मेग्नीट्यूड की एक उपयुक्त प्रोग्रामिंग पल्स भेजते हैं जो विशिष्ट स्थान में चार्ज का भंडारण सुनिश्चित करेगा तो यह इस का राइटिंग पार्ट है और इलेक्ट्रिकली इरेसेबल PROM में इसलिए आम तौर पर EPROM जहां पराबैंगनी प्रकाश उपयोग का उद्देश्य पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकली इरेसेबल PROM में UV किरण के बजाय ऑपोज़िट पोलरिटी की एक इलेक्ट्रिकल पल्स का उपयोग करके चार्ज को हटाकर डेटा को इरेस कर दिया जाता है तो ऑपोज़िट पोलरिटी की इलेक्ट्रिकल पल्स का उपयोग डेटा को इरेस करने के लिए किया जाता है और यह स्लो है और उसके बाद फ्लैश मेमोरी आई जहां जो EEPROM या E स्क्वायर PROM से तेज है अक्सर इसे E स्क्वायर PROM भी कहा जाता है यह इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल PROM जहाँ डेटा राइटिंग ब्लॉक में होता है जो साइज़ मे 512 बाइट का है सामान्य E स्क्वायर PROM के बजाय जो एक बार में 1 बाइट होता है इसलिए यह इसे तेज़ बनाता है तो यहाँ सिर्फ एक मेमोरी सेल है जिसका आप उदाहरण जानते हैं इसलिए प्रोग्रामिंग के दौरान हाइ मेग्नीट्यूड की पल्स अपेक्षाकृत हाइयर मेग्नीट्यूड में भेजा जाता है और फ्लोटिंग गेट चार्ज को संग्रहीत किया जाता है जब भी हमें इसकी आवश्यकता होती है और रीडिंग प्रोसैस के दौरान दोनों को 5 वोल्ट मिलते हैं और इस विशेष मामले के आधार पर यह Q2 OFF होगा यदि चार्ज फ्लोटिंग गेट में होता है क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है और यदि यह ON है तो यह सामान्य ऑपरेशन होगा तो यह भी ON होगा और यह वोल्टेज उसी के अनुसार होगा क्या यह ठीक है बस समाप्त करने के लिए हम एक विशेष EPROM IC को देखते हैं जिसे आप लैब में उपयोग कर रहे हैं जो IC 2716 है इसका उपयोग अक्सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लैब में किया जाता है तो यह निश्चित रूप से है आप देख सकते हैं कि यहां पर एक क्वार्ट्ज विंडो है तो यह एक UV किरण है मेरा मतलब है इस EPROM को UV किरण का उपयोग करके मिटाया जा सकता है और जब आप इसे रीड करना चाहते हैं तो पहले एक वेलीड एड्रैस दिया जाता है उसके बाद चिप इनेबल किया जाता है और फिर आउटपुट इनेबल को सफलतापूर्वक रखा जाता है और फिर वेलीड आउटपुट प्राप्त किया जाता है एक्सैस टाइम 550 नैनोसेकंड तक हो सकता है तो इस अर्थ में यह थोड़ा धीमा है और निश्चित रूप से पराबैंगनी किरण द्वारा जो 4000 एंग्स्ट्रॉम से कम है इरेसिंग की सिफारिश 2537 एंग्स्ट्रॉम से की जाती है राइटिंग के बाद एक ओपेक लेबल यहाँ पर लगाया जाता है धूप या कमरे की रोशनी को आने से रोकने के लिए क्योंकि इन प्रकाश में ऐसे घटक होते हैं जो 4000 एंग्स्ट्रॉम से कम होते हैं तो जिसके द्वारा ये जानकारी जो वहां संग्रहीत है धीरे धीरे मिट सकती है और निश्चित रूप से लिखने के लिए कोई डेटा राइट इन इनपुट नहीं है तो ये डेटा आउटपुट जो कि वहाँ है वहां केवल डेटा को TTL लेवल पर लिखने के लिए रखा गया है डेटा और ये एड्रैस हैं जो वहां होंगे और उस समय एक प्रोग्रामिंग पल्स जो कि 25 वोल्ट का होता है का उपयोग किया जाता है यह आउटपुट इनेबल हाइ पर है और प्रोग्राम किए जाने वाले डेटा को आउटपुट पिन में समानांतर रूप से यहाँ पर लागू किया जाता है और डेटा और एड्रैस लेवल सभी TTL पर हैं और जब एड्रैस और डेटा स्थिर होते हैं तो 50 मिलीसेकंड TTL पल्स को चीप इनेबल करने के लिए रखा जाता है और उस प्रक्रिया से राइटिंग हो जाता है और राइटिंग के बाद वेरिफिकेशन उस डेटा के साथ किया जाता है जो लिखा गया था कि क्या इरादा था और यदि वेरिफिकेशन पास हो जाता है तो डिवाइस उपयोग के लिए तैयार हो जाता है यह वह तरीका है जो EPROM आपको पता है राइटिंग या प्रोग्रामिंग मे होता है निष्कर्ष निकालने के लिए त्वरित रूप से रोम एक डिवाइस है जहां इन्फोर्मेशन को इंटरकनेक्शन पैटर्न के रूप में संग्रहीत किया जाता है जो नॉन वोलेटाइल है मूलतः यह एक संयोजन डिवाइस है जो डिकोडर OR आर्किटेक्चर फॉलो करती है और हमारे पास डायोड या ट्रांजिस्टर आधारित स्विच है जो OR प्लेन में क्रॉस पॉइंट्स में रखे गए हैं ROM फैक्ट्री मे बना हुआ है लेकिन PROM प्रोग्रामेबल ROM को किसी विशेष पैटर्न को इंस्क्राइब करने के लिए डेवलपर द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है इरेसेबल PROM फ्लोटिंग गेट कॉन्सेप्ट का उपयोग करता है जहां एक विशिष्ट स्विचिंग ऑपरेशन के लिए ट्रांजिस्टर की थ्रेशोल्ड वोल्टेज को बढ़ाने के लिए चार्ज किया जाता है और EPROM में इरेस करने का काम पराबैंगनी एक्स्पोसर और इलेक्ट्रिकली इरेसेबल PROM द्वारा किया जाता है - इलेक्ट्रिक पल्स इरेसिंग के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है धन्यवाद